मानव संसाधन प्रबंधन पर कक्षा में आपका फिर से स्वागत है मेरा नाम आराधना मलिक है और मैं इस कोर्स में आपकी मदद कर रही हूं और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और वह मुश्किल कर्मचारियों को संभाल रहा है पिछली कक्षा में हमने शिकायत प्रक्रियाओं के बारे में बात की थी आप कार्यस्थल में अनुशासन की शिकायतों से कैसे निपट सकते हैं और इस कक्षा में हम इस बारे में बात करेंगे कि आप मुश्किल कर्मचारियों को कैसे संभाल सकते हैं तो आइए हम इसके साथ जुड़ते हैं कुछ स्रोत हमारे पास गोमेज़ मेजिया बाल्किनी और कार्डी की वही किताब है और कुछ पत्र हैं जिन्होंने मुझे सूचित किया है या जो मैंने कार्यस्थल की बदमाशी पर चर्चा करने के लिए उपयोग किया है जो कि आज के समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और यह एक ऐसी चीज है जो मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है विभिन्न मुद्दे जिनका हम सामना करते हैं आप जानते हैं कि जब हम मुश्किल कर्मचारियों के बारे में बात करते हैं तो हम विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में कर्मचारियों के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए इस व्याख्यान में हम जिन मुद्दों पर बात करेंगे उनमें से कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें दवाओं का उपयोग करते हुए पाया गया है और अनुशासनहीनता और वह चाहे किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के दौरान पाया गया हो जैसे या तो बंद सर्किट कैमरों या इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से अगर कोई आपकी ईमेल देखें और उसे कुछ अवांछनीय मिलता है कार्यालय में प्रेम लीला रोमांस भी एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है हम इस व्याख्यान में इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे अनुपस्थिति या कम उपस्थिति खराब प्रदर्शन आप जानते हैं कि लोग प्रदर्शन तक नहीं कर रहे हैं जब आपके अधीनस्थ आपके वरिष्ठों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और वे आपकी बात नहीं सुनते कार्यस्थल में बदमाशी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है मैं बाकी विषयों की तुलना में इसके बारे में अधिक विस्तार से बात करूंगी और शराब संबंधित दुराचार जब कर्मचारी ड्रग्स का उपयोग करते पाए जाते हैं तो आप क्या करते हैं आप उस स्थिति से कैसे निपटेंगे कोई आपको बताता है आप जानते हैं कि मामला आपके लिए एक मानव संसाधन प्रबंधक के रूप में लाया गया है और इसलिए यदि आप इस तरह के दुराचार के बारे में जानते हैं तो आपको क्या करेंगे पहली चीज जो आपको पता लगाना चाहिए कि क्या कर्मचारी का व्यवहार उसके खुद के काम में या किसी और के काम में विघ्नकारी है इसलिए आपको पता लगाना चाहिए कि कर्मचारी नशीली दवाओं का उपयोग क्यों कर रहा है और कब से और क्या नशीली दवाओं का उपयोग काम के स्थान पर करता है या वह व्यक्ति सिर्फ काम करने के लिए नशीली दवाओं का उपयोग करता है चाहे दवा का उपयोग कर्मचारी की अपनी उत्पादकता को प्रभावित कर रही है या नहीं या क्या यह दवा कर्मचारी के व्यवहार परिवर्तन में अग्रणी है तथा इसकी वजह से कार्यस्थल में अन्य कर्मचारियों की उत्पादकता भी बाधित हो रही है फिर से मैं आपकी व्यक्तिगत जगह के सदियों पुरानी कहावत की बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ तो मेरी सोच वहीं खत्म होती है जहां से आपकी शुरुआत होती है और इसलिए सभी की व्यक्तिगत सीमाएँ हैं और मैं दवाओं के उपयोग के लिए संवेदना व्यक्त नहीं कर रही हूं मैं यह नहीं कह रही हूं कि दवाओं का उपयोग करना ठीक है लेकिन मानव संसाधन प्रबंधक के रूप में हमारी क्षमता या हमारे अधिकार क्षेत्र की सीमा कर्मचारी के कार्यस्थल मैं दिए गए योगदान तक ही सीमित है इसलिए कार्यस्थल के दायरे में यदि कर्मचारी का व्यवहार किसी अन्य व्यक्ति के काम को बाधित करता है तो हमें हस्तक्षेप करने का अधिकार है परंतु किसी व्यक्ति की उत्पादकता ठीक होने पर भी उसे सलाह देना उचित नहीं माना जा सकता है तो फिर से जैसा कि आप जानते हैं कि यह भूमि के कानून पर निर्भर करता है लेकिन जहां तक संभव हो हम कर्मचारी से जो भी कहें वह कार्यस्थल पर कर्मचारी की उत्पादकता से संबंधित होना चाहिए फिर नशीली दवाओं के उपयोग और झूठी सकारात्मकता की वैधता आती है उदाहरण के लिए एक कर्मचारी अनुचित व्यवहार करता पाया जाता है या कर्मचारी की उत्पादकता मानकों से कम है और कर्मचारी एक नशीली दवा के परीक्षण के अधीन है और उस दिन कर्मचारी ने का सेवन किया है जिसे आमतौर पर हिंदी में खस खस के रूप में जाना जाता है तो पश्चिम में आप पर खसखस आसानी से पा सकते हैं बंगाली में इसे पोस्टो के नाम से भी जाना जाता है तो खस खस एक ऐसी चीज़ है जो आमतौर पर बहुत से भारतीय व्यंजनों में उपयोग की जाती है और अगर किसी व्यक्ति ने खुस खस की अच्छी खासी मात्रा में सेवन किया है तो वह व्यक्ति परीक्षण में अफीम के उपयोग के लिए सकारात्मक पाया जा सकता है परंतु यह सही नहीं है यदि यह खस खस का सेवन व्यक्ति के उत्पादन को प्रभावित नहीं कर रहा है तो यहां हस्तक्षेप करना सही नहीं हो सकता है इसलिए किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से पहले दवा के उपयोग की वैधता निर्धारित की जानी चाहिए सकारात्मक दवा उपयोग परीक्षणों का उपचार अगर किसी को नशीली दवा का इस्तेमाल करते हुए पाया गया है नशे की हालत में काम करने के लिए आ रहा है या दूसरों को परेशान करता पाया जाता है या कार्यस्थल में उत्पादक नहीं है तो चलिए मान लेते हैं कि यह सब स्थापित हो चुका है तो आप क्या करोगे क्या आपको हस्तक्षेप करना चाहिए क्या आपको कर्मचारी का निर्वहन करना चाहिए क्या आपको कर्मचारी का इलाज करना चाहिए अब पिछले व्याख्यान में हमने प्रगतिशील अनुशासन तकनीकों के बारे में बात की थी और मैं बहुत ही साधारण कारण से प्रगतिशील अनुशासनात्मक तकनीकों या सकारात्मक अनुशासन तकनीकों का उपयोग करने के पक्ष में हूं मानव संसाधन प्रबंधक के रूप में हमारी क्षमता में हमें चाहिए या मानव संसाधन पेशेवरों को हमें हमेशा उन लोगों का समर्थन करने का प्रयास करना चाहिए जिनके साथ हम काम कर रहे हैं इसलिए हमें यह नहीं करना चाहिए कि हमारा काम लोगों पर उंगली उठाना नहीं है और यह कहना कि आप बुरे हैं आपने ऐसा नहीं किया है हमने कर्मचारी की भर्ती की है कर्मचारियों की भर्ती में और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने में महत्वपूर्ण समय और प्रयास किया गया है जो हमें सेवा देने वाले संगठन का हिस्सा बनने में मदद करता है तो इन कर्मचारियों को प्रेरित रखने के लिए और आप के लिए इन कर्मचारियों से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के बजाय उन्हें फायर करना और किसी अन्य व्यक्ति के शामिल होने का इंतजार रहा है कि दूसरा व्यक्ति क्या करने जा रहा है यह बहुत अधिक मदद करेगा यदि हम कर्मचारियों का समर्थन करते हैं और उन्हें बुरी आदत से बाहर निकालने में मदद करते हैं यदि उनको एक बुरी आदत है जो उनके काम को बाधित कर रही है हम काउंसलिंग से शुरुआत कर सकते थे हम यह पता लगाकर शुरू कर सकते हैं कि यह क्या है जो इस तरह के दुराचार का कारण बना है और फिर उपचार में उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ें उनका साथ देना और उन्हें अपने कार्यों को सही करने के लिए समय की उचित अवधि दे रहा है और अगर फिर भी वे नहीं सुधरते तो शायद हमें और कठिन रास्ता अपनाना होगा और कर्मचारियों का निर्वहन करना होगा तो फिर यह कुछ ऐसा है जिसे मैं इस व्याख्यान के दौरान बहुत जोर देने जा रहा हूं और यह गोपनीयता का रखरखाव है अगर हमें पता चलता है कि कोई नशीली दवाओं का सेवन कर रहा है तब हमें यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय करना चाहिए कि इस दुरुपयोग का विवरण कार्यालय के बाकी लोगों के व्यक्ति के साथियों को सूचित न किया जाए इसलिए परीक्षण के परिणामों की गोपनीयता हर कीमत पर जारी रखी जानी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक निगरानी विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग हो सकती है एक आपके संगठन में क्लोज सर्किट कैमरे स्थापित कर रहा है यदि आपका संगठन कुछ बेच रहा है तो चोरों को रोकने के लिए शॉपलिफ्टिंग को रोकने के लिए बंद सर्किट कैमरे स्थापित करना बिल्कुल ठीक है लेकिन क्या आपको वास्तव में एक डाइनिंग हॉल के सामने एक क्लोज सर्किट कैमरा कहने की आवश्यकता है क्या आपको वास्तव में बाथरूम के लिए क्षेत्र के सामने क्लोज सर्किट कैमरे होना चाहिए क्या वास्तव में हमें वहां क्लोज सर्किट कैमरे लगाने की जरूरत है तो आपको पता है कि क्लोज सर्किट कैमरा स्थापित करने से पहले क्लोज सर्किट कैमरों को स्थापित करने की आवश्यकता का पता लगाया जाना चाहिए अपने संगठन में कर्मचारियों और ग्राहकों की गरिमा को बनाए रखने या उनकी गरिमा सुनिश्चित करने के लिए यह बहुत आवश्यक है और निरंतर निगरानी में रहना बहुत कुछ सहज नहीं है और आपको अपने कर्मचारियों के ईमेल को स्कैन करने की आवश्यकता को भी उचित ठहराना होगा यदि ऐसा किया जा रहा है और अगर किया जा रहा है तो यह लिखित रूप में सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाना चाहिए और इसे इस तरह से संप्रेषित किया जाना चाहिए कि हर कोई जानता है कि यह किया जा रहा है यह जानकारी हर समय एक सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध होनी चाहिए इसलिए लोगों को पता होना चाहिए कि उन्हें देखा जा रहा है और यह तुरंत भोग अनुचित व्यवहार या अनुचित व्यवहार को तुरंत रोक देगा और इसलिए इस संचार को बाहर जाना चाहिए लोगों को पता होना चाहिए कि उन्हें देखा जा रहा है अब यह मुश्किल हो गया आप जानते हैं कि ये हालात बहुत मुश्किल हो सकते हैं क्या कर्मचारी के लिए एक ब्रेक लेना इतना बुरा है कि कर्मचारी ने जो कुछ भी अपेक्षित है वह कार्य किया है कर्मचारी द्वारा एक निश्चित संख्या में घंटे लगाने के बाद कर्मचारी को लापरवाही से कुछ वेबसाइटों को ब्राउज़ करने से रोकना इतना महत्वपूर्ण है हो सकता है या तो दोपहर के भोजन के दौरान या यहां तक कि काम के घंटे के दौरान एक दिन में 10 15 मिनट के लिए हो सकता है मुझे नहीं पता संगठन यह निर्धारित कर सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लोफिंग के विपरीत उनकी उत्पादकता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आदतन इलेक्ट्रॉनिक आवारगी जिसका मतलब है कि एक व्यक्ति लगातार काम पर उत्पादक होने के बिना नेट सर्फिंग की आदत में वीडियो गेम खेलने की आदत में है जिसके लिए उसे भुगतान किया जा रहा है इसलिए कर्मचारियों को कार्यालय के कंप्यूटर से व्यक्तिगत ईमेल भेजने से रोकना चाहिए यदि आपके पास पाठ्यक्रम की बहुत महत्वपूर्ण गोपनीय जानकारी है जो आवश्यक हो सकती है लेकिन अन्यथा यह इतनी बड़ी बात है मुझे नहीं पता संगठन को यह निर्धारित करना होगा कि यह उचित है या नहीं तो आप इन सभी चीजों को जानते हैं कि कर्मचारियों को अनुशासित करने के लिए यह पता लगाने से पहले विचार किया जाना चाहिए दूसरी बात यह है कि मैं फिर से इस पर जोर दूँगा अगर कुछ इस तरह का पता लगाया जाए तो गोपनीयता बनाए रखनी होगी ताकि कर्मचारी बहिष्कृत न हो ताकि कर्मचारी अपने साथियों के साथ गलत व्यवहार न करे इसलिए किसी भी तरह की अनुशासनहीनता का पता चलने पर कर्मचारी को पर्यवेक्षक द्वारा बुलाया जाना चाहिए निजी में प्रतिक्रिया दी और उचित समय मे अपने व्यवहार को सही करने की अनुमति दी जाए ऑफ़िस रोमांस संभालना एक और है ऑफ़िस रोमांस एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है इस दिन और उम्र में जब लोग दौड़ रहे होते हैं जब आप लोगों को इस तेज तर्रार जीवन के साथ जानते हैं तो युवाओं के पास उसी उम्र के लोगों के साथ घुलने मिलने का समय नहीं होता है तो वे साथी कहां पाते हैं कार्यालय वह जगह है जहां वे जाते हैं वे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो आपके जैसे लोगों को जानते हैं इसलिए यह बहुत संभावना है कि ऐसी स्थितियों में कार्यालय रोमांस खिल सकता है लेकिन संगठन को यह तय करना होगा कि इस तरह की स्थिति का संगठन की गतिविधियों और वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका दुरुपयोग करने की क्षमता के कारण किसी श्रेष्ठ और अधीनस्थ के बीच होने वाले किसी भी प्रकार के रोमांटिक जुड़ाव के लिए इसे उचित नहीं माना जाता है आप जानते हैं कि इसे गलत तरीके से समझा जा सकता है क्योंकि अधीनस्थ के पेशेवर जीवन पर अधीनस्थ के कैरियर पर बेहतर शक्ति है और संघ को कई तरीकों से अनैतिक माना जा सकता है और वह आगे की समस्या के लिए हॉटबेड हो सकता है चाहे सह कर्मियों के बीच ऑफ़िस रोमांस जो वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं जो अन्योन्याश्रित है बहुत बुरा है मुझे नहीं पता कार्यालय को यह निर्धारित करना होगा कि यह कार्यालय में शामिल लोगों की उत्पादकता को कैसे और कितना प्रभावित करता है और यह नीति तय करने का एक आधार होना चाहिए और जब नीति तय की जाती है तो नीति को स्पष्ट शब्दों में लिखा जाना चाहिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं नीचे लिखा जाना चाहिए और यदि ऐसा कुछ पाया जाता है तो संभावित परिणामों के विवरण के साथ कर्मचारियों को लिखित रूप में सूचित किया जाना चाहिए तो यह सब नीचे लिखा जाना चाहिए और इन प्रकार की स्थितियों के बारे में उचित निर्णय लिया जाना चाहिए और जब भी और जब इस खोज की जाती है तो गोपनीयता बनाए रखी जानी चाहिए दो लोगों के व्यक्तिगत मामलों के बारे में गोपनीयता बनाए रखने के लिए पूरी तरह से आवश्यक है क्या सही है नैतिकता क्या है अनैतिक क्या है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करुंगा समाज क्या अपेक्षा करता है समाज क्या स्वीकार करता है यह समाज पर निर्भर है इसलिए मैं यहां उपदेश देने के लिए नहीं हूं मैं यहां यह बताने के लिए नहीं हूं कि क्या गलत है क्या सही है मैं आपको सिर्फ यह बता रहा हूं कि अगर यह स्थिति शामिल लोगों के उत्पादन को प्रभावित करती है हाँ यह चिंता का कारण है और एचआर व्यक्ति के लिए हस्तक्षेप करना ठीक है एक पर्यवेक्षक के लिए हस्तक्षेप करना ठीक है और कहते हैं और जो लोग शामिल हैं उनकी सलाह लें और उन्हें कार्यालय के प्रति उनकी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है यदि यह कार्यालय में चल रहे कार्य को प्रभावित नहीं कर रहा है यदि यह कार्यालय में कर्मचारियों के उत्पादन को प्रभावित नहीं कर रहा है तो मुझे नहीं पता कि इसमें शामिल लोगों के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करने का क्या उद्देश्य होगा लेकिन संगठन को उस पर फैसला लेना है दूसरा मुद्दा जिस पर हम चर्चा करेंगेवह अनुपस्थिति या खराब उपस्थिति है कुछ लोग लगातार काम लापता करने की आदत में होते है कुछ लोगों को लगातार देर से काम पर आने की आदत होती है कुछ लोगों को लगातार अधिकृत छुट्टी न लेने की आदत है तो आपको यह जानने की जरूरत है कि क्या ऐसा कुछ पता लगाया गया है यदि किसी विशेष दिन पर कई कर्मचारी व्यक्ति के रिकॉर्ड के माध्यम से जाने की जरूरत नहीं दिखाते हैं और देखें कि इन कर्मचारियों की सलाह लेना कितना उचित होगा उपस्थिति की भूमिका उचित होनी चाहिए यह खाते की ज़रूरतों को ध्यान में रखना चाहिए व्यक्ति को किसी भी व्यक्तिगत आपात स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए इसमें विविध कार्यबल की ज़रूरतों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए मुझे लगता है कि मैं नियमों और नीतियों और क़ानूनों के विशेष आवेदन के पक्ष में हूं क्योंकि मैं भारत जैसे विविध देश से आता हूं और मुझे लगता है किसी को विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले विभिन्न समुदायों से आने वाले लोगों की विविध आवश्यकताओं के लिए कुछ समायोजन करना चाहिए और एक बार में कुछ लचीलापन कर्मचारियों को दिया जा सकता है यदि ऐसा किया जाता है तो कर्मचारियों की प्रतिबद्धता ऊपर जाने की संभावना है संगठन को इन नीतियों के बारे में निर्णय लेना है उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को बताया जाता है कि आप जानते हैं कि व्यक्ति किसी दिन काम करने से चूक जाता है क्योंकि उनका बच्चा बीमार है या वे अपने माता पिता को अस्पताल ले गए हैं और या उनकी पीटीए बैठक अभिभावक शिक्षक संघ की बैठक है मुझे नहीं लगता कि आप जानते हैं कि यह इतनी बड़ी बात क्यों होनी चाहिए आप जानते हैं कि जब तक निश्चित रूप से समय सीमाएं नहीं हैं जो छूटी हुई हैं जब तक कि निश्चित रूप से उन्होंने समय से पहले योजना नहीं बनाई है जब तक निश्चित रूप से कोई और नहीं है जो अपना काम कर सकता है लेकिन आपातकाल के संदर्भ में उनके परिवार में कोई बीमार है और उन्हें उनके पास जाना है यदि यह एक आदत नहीं बनती है तो लचीलेपन की कुछ मात्रा से संगठनों को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए तो आप जानते हैं कि यह बहुत मुश्किल स्थिति है लेकिन संगठन को यह निर्धारित करना होगा कि उनका नियम कितना उचित है और कर्मचारियों को इस नियम के बारे में समय से पहले चेतावनी दी जानी चाहिए नियम को समझना आसान होना चाहिए कर्मचारी को चेतावनी दी जानी चाहिए समय से पहले और उन्हें पता होना चाहिए कि अगर उनकी उपस्थिति खराब नहीं है तो उनकी उपस्थिति क्या होगी किसी भी तरह के कदाचार के मामले में किसी भी तरह की अनुशासनहीनता के मामले में कर्मचारी को खुद का बचाव करने का मौका देना आवश्यक है और स्थिति का आकलन उचित तरीके से किया जाना चाहिए और फिर से अगर इस तरह के कुछ का पता लगाया जाता है और किसी की काउंसलिंग की जाती है तो इस की गोपनीयता को हर कीमत पर बनाए रखा जाना चाहिए खराब प्रदर्शन एक और है यदि एक कर्मचारी जिसे आप तय करने से पहले जानते हैं कि कर्मचारियों के प्रदर्शन के लिए खराब मानकों के साथ उचित अनुशासन कैसे निर्धारित किया जाना चाहिए कर्मचारी को पता होना चाहिए कि उनसे क्या अपेक्षित है उन कर्मचारियों के लिए उचित आवास बनाया जाना चाहिए जो दूसरों से अलग प्रदर्शन करने की संभावना रखते हैं और आपात स्थिति के लिए उचित आवास होना चाहिए इसलिए इन सभी चीजों को प्रदर्शन नीतियों में बनाया जाना चाहिए और संगठन के प्रदर्शन मानकों को यथासंभव स्पष्ट तरीके से समय से पहले सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाना चाहिए सजा दिए जाने से पहले परामर्श और उपचारात्मक उपायों के बाद खराब प्रदर्शन का दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए फिर से मैं इस बिंदु पर जोर दे रहा हूं कि हमें कर्मचारियों को सफल होने में मदद करने की आवश्यकता है मानव संसाधन पेशेवरों के रूप में हमारा काम किसी को नीचे रखना नहीं है किसी को सजा देना नहीं है सभी कर्मचारियों को अपनी क्षमता के अनुसार सफल होने में मदद करना है फिर अगर ऐसा कुछ खोजा जाता है तो सुधारात्मक कार्रवाई और सजा की आवश्यकता के बारे में गोपनीयता बनाए रखने की आवश्यकता है तो यह नितांत आवश्यक है मैं इस पर पर्याप्त जोर नहीं दे सकता हमें यथासंभव गोपनीयता बनाए रखने की आवश्यकता है टेलीकम्यूटिंग यहां एक और मुद्दा है अगर इसका दुरुपयोग न किया जाए तो टेली कम्यूटिंग ऐसी समस्या नहीं है टेलकम्यूटिंग से तात्पर्य घर के काम करने वाले लोगों से है जो अपने कार्यालय के अलावा अन्य स्थानों से काम कर रहे हैं लेकिन यह कार्यस्थल में कुछ समस्याएं पैदा कर सकता है और इसका मतलब है कि लोग टेली कम्यूटिंग विकल्प को ले सकते हैं जो आप जानते हैं कि लोग इस टेलीकम्यूटिंग विकल्प का दुरुपयोग कर सकते हैं और कह सकते हैं कि वे किसी स्थान से काम कर रहे हैं लेकिन वे काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे कह रहे हैं कि वे काम कर रहे हैं ताकि समस्या खड़ी हो सके संगठन के लिए उनकी विश्वसनीयता और उनके द्वारा किए गए कार्य के प्रति प्रतिबद्धता पर संदेह करने का कारण बन सकता है अब इसे रोकने के लिए कर्मचारी की कार्य आदतों और शामिल किए जाने वाले कार्य के प्रकार को ध्यान में रखते हुए दूरसंचारकर्ताओं का चयन करना चाहिए यदि इसमें शामिल काम का प्रकार उन्हें देता है या इस कार्य की गुणवत्ता के लिए जा रहा है तो इस तथ्य से प्रभावित होने वाला नहीं है कि लोग हंगामा कर रहे हैं अपना काम दूसरे स्थान पर बैठे कर रहे हैं बस ठीक है लेकिन जहां तक संभव हो आप जानते हैं कि टेली कम्यूटिंग के लिए पॉलिसी तैयार करने से पहले इस पर विचार किया जाना चाहिए फिर सुनिश्चित करें कि दूरसंचार अपने समय सीमा के लिए चिपके रहते हैं उन्हें उचित समय सीमा दी जानी चाहिए और अगर वे उन समय सीमाओं का पालन नहीं करते हैं यदि वे उन समय सीमा का पालन नहीं करते हैं तो कुछ सुधारात्मक कार्रवाइयों पर कुछ चिंता व्यक्त की जानी चाहिए उन्हें चेतावनी दी जानी चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि उनसे क्या और कब की उम्मीद है और वे जानते हैं कि यदि वे जो कह रहे हैं वह नहीं करते हैं तो इस विकल्प को दूर किया जा सकता है अगर यह विकल्प लोगों को कर्मचारियों के लिए दिया जाता है तो यह पर्यवेक्षकों की ज़िम्मेदारी है कि यह कार्यालय प्रशासन की ज़िम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि तकनीक दूरसंचार के अंत में काम करती है तो लोगों को इस विकल्प का उपयोग करने के लिए इस कनेक्शन का उपयोग करने के लिए उनके लिए स्थिर नेटवर्क कनेक्शन या फोन कनेक्शन तक पहुंच होनी चाहिए इसलिए अगर किसी के पास खराब नेटवर्क कनेक्शन है अगर किसी के पास खराब फोन कनेक्शन है तो दूरसंचार करते समय उनके लिए उत्पादक होना संभव नहीं होगा इसलिए यह नितांत आवश्यक है कि दूरसंचार अपने समय सीमा के लिए चिपके रहते हैं के पास एक स्थिर कनेक्शन स्थिर प्रौद्योगिकी भरोसेमंद प्रौद्योगिकी है जिसका उपयोग वे टेलीकाम्यूट करने के लिए कर सकते हैं क्या फोन आधारित कर्मचारी नियमित रूप से कार्यालय में आते हैं इसलिए वे बैठकों में भाग ले सकते हैं और प्रबंधकों के साथ बातचीत कर सकते हैं अगर कार्यकर्ता फोन पर बातें कर रहे हैं तो कुछ संपर्क घंटों के बिंदु होने चाहिए जिस पर वे रिपोर्ट करते हैं एक सुव्यवस्थित दूरसंचार यात्रियों की योजना विकसित करें जिसमें औसत दर्जे के परिणाम के साथ प्रदर्शन अपेक्षाएँ शामिल हों तो उन्हेंएक योजना दिया जानी चाहिए उन्हें समय सीमा दिया जानी चाहिए उन्हें बताया जाना चाहिए कि कब क्या आवश्यक है और उनके काम को प्रबंधित किया जाना चाहिए उनके काम की बहुत बारीकी से निगरानी की जानी चाहिए और रोज़गार का शब्द नहीं बनना चाहिए ताकि बाद केआज्ञाभंग स्तर पर समस्याओं से बचा जा सके आज्ञाभंगइनसबर्डिनेशन का मतलब है कि कर्मचारी एक पर्यवेक्षक के सीधे आदेश का पालन करने से इनकार करता है और कंपनी चलाने के लिए प्रबंधन के अधिकार के लिए एक सीधी चुनौती है बॉस कहता है कि तुम कुछ करो आप कहेंगे मैं यह नहीं करुंगा इसे आज्ञाभंग कहा जाता है यह तब हो सकता है जब एक कर्मचारी पर्यवेक्षक के लिए मौखिक रूप से अपमानजनक है तो कर्मचारी अनुचित शब्दों का उपयोग करता है पर्यवेक्षक के खिलाफ बुरे शब्दों का उपयोग करता है अब केवल आज्ञाभंग और केवल तभी स्वीकार्य होता है आप अवैधता के लिए दंडित नहीं किए जा सकते हैं यदि आपको जो आदेश दिए गए हैं वे अवैध हैं या एक अवैध गतिविधि से संबंधित हैं या आप एक अवैध गतिविधि कर रहे हैं यह लागू नहीं हो सकता है या आपके द्वारा असाइन किए गए कार्य को करने से इनकार कर सकता है यदि कर्मचारी को लगता है कि उसे उस आदेश के कारण किसी तरह का खतरा है तो उसे अपमानजनक नहीं माना जा सकता है तो बेशक रक्षा सेवाओं को रोकना जिसमें आपके जीवन के लिए खतरा आपके नौकरी विवरण का एक हिस्सा है अत कर्मचारी झूठ बोलना अपमान का कारण साबित करना चाहता है अपमान का प्रबंधन इनसबर्डिनेशन से संबंधित समस्याओं को रोकने के लिए आप किस तरह से प्रबंधन करते हैं यह हमेशा मौखिक आदेशों के बजाय लिखित आदेशों के लिए सहायक होता है इसलिए आप जानते हैं कि आपको लगता है कि विवाद खड़ा हो सकता है कृपया लिखित आदेश जारी करें तो कर्मचारी लिखित रूप में अपनी असहमति का संचार कर सकता है और अगर कर्मचारी इसके बारे में दृढ़ता से महसूस करता है तो शायद आपको पता है कि यह ठीक होगा अपमान के सबूत की आवश्यकता होगी या आवश्यक होना चाहिए किसी कर्मचारी को अपमान के लिए दंडित करना है या नहीं यह तय करते समय मुद्दे की गंभीरता पर विचार किया जाना चाहिए अपमान का कारण भी ध्यान में रखा जाना चाहिए जब भी आपको संदेह होता है तो यह पता लगाने में मदद करेगा कि क्या कर्मचारी ने वह नहीं किया जो अपेक्षित था और अगर यह पता चला है और विद्रोह का पता चलने पर कर्मचारियों को दी जाने वाली फटकार तो कृपया मुद्दे की गोपनीयता बनाए रखें कार्यस्थल की बदमाशी टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं इस पर बहुत कम समय बिताऊंगा कार्यस्थल बदमाशी उत्पीड़नका एक रूप है जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों को मानसिक संकट उत्पादकता की शारीरिक बीमारी हानि और विषाक्त वातावरण में रहने से बचने के लिए उच्च प्रवृत्ति का अनुभव होता है यदि कर्मचारियों को लगता है कि वे तनाव में हैं और इसे कार्यस्थल का भयभीत करना कहा जाता है क्योंकि उनके बॉस या उनके साथियों के व्यवहार के कारण इसे कार्यस्थल की बदमाशी कहा जाता है इसमें लगातार चल रहे अपमानजनक दुर्भावनापूर्ण या अपमानजनक व्यवहार दुर्व्यवहार की शक्ति या अनुचित दंड प्रतिबंध हैं जो प्राप्तकर्ता को अपमानित या कमजोर महसूस करने से परेशान करते हैं जो उनके आत्मविश्वास को कम करता है और जिससे उन्हें तनाव का सामना करना पड़ सकता है तो ऐसी कोई भी स्थिति जिसमें कर्मचारी को अपने वरिष्ठों या साथियों के व्यवहार से खतरा महसूस होता है और वह अपने आत्मविश्वास को नीचे खींच लेता है और तनाव का कारण बनता है कोई आपको लगातार कहता है कि आप बुरे हैं आप कुछ भी नहीं के लिए अच्छे हैं कोई भी आप पर भरोसा नहीं करता है कोई भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा आपको लगता है कि आप चीजों को सही कर रहे हैं लेकिन हर कोई कुछ कहता है अन्यथा यह आपकी प्रतिष्ठा है आपकी ऐसा सोचने की हिम्मत कैसे हुई लोगों को आपकी मदद के लिए क्यों आना चाहिए उन्हें मदद के लिए आपसे संपर्क क्यों करना चाहिए आप एक अत्याचारी के रूप में जाने जाते हैं आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं जिससे उन्हें पता चलेगा कि मेरा मतलब है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों पर किए गए बुरे कामों का दोष लगाते हैं और वे उन्हें अपने स्थान पर बनाए रखने के लिए अपने अधीनस्थों पर लगातार उंगलियां उठाते हैं और यह कार्यस्थल की बदमाशी का एक रूप है और बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए लेकिन कर्मचारी इसे सहन करते हैं क्योंकि वे अपने मालिकों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं और यह बदले में उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और यह बदले में उनकी उत्पादकता को भी प्रभावित करता है बदमाशी के प्रकार गलत आरोप कोई कह सकता है कि आप जान सकते हैं कि आप गलती कर सकते हैं जब आपने गलती नहीं की है टिप्पणियों या सूचनाओं को अनदेखा या खारिज करना आप कुछ इनपुट दीजिए और लोग उन्हें ध्यान में नहीं रखना चाहते हैं कार्यकर्ता के लिए मानकों या नीतियों के विभिन्न सेटों का उपयोग कुछ अन्य लोगों के विपरीत किया जाता है जो बॉस के समूह में हैं तो किसी के साथ एक तरह से व्यवहार किया जाता है जिस व्यक्ति के साथ बदतमीजी की जा रही है उसका दूसरे तरीके से व्यवहार किया जाता है कार्यकर्ता के बारे में गपशप फैली हुई है आप जाते हैं और आप जानते हैं कि क्या कोई सार्वजनिक रूप से संबंधित व्यक्ति के बारे में बुरी बातें कहता है बॉस और सह कर्मियों द्वारा लगातार आलोचना आप कुछ भी नहीं के लिए अच्छे हैं तुम कुछ लायक नहीं हो आपको यह नहीं दिया जाना चाहिए कार्यकर्ता के बारे में सार्वजनिक या निजी तौर पर की गई भद्दी टिप्पणियां आपको अपने चेहरे से कहा जाता है कि आप नहीं हैं ताकि आप कुछ भी नहीं के लिए अच्छा हो या आप मेरा मतलब है इसलिए यह कहना कि आपका काम निशान तक नहीं है यह एक बात है लेकिन लगातार आपको बता रहा है कि आप बुरे हैं आप बुरे हैं आप बुरे हैं तब वे कार्यस्थल पर बदमाशी कर रहे हैं और बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए अधीनस्थ पर चिल्लाना अपनी आवाज उठाना परियोजनाओं या बैठकों से एक उद्देश्यपूर्ण बहिष्करण एक और एक है इसलिए आपको वह अवसर नहीं दिया जाता है जिसके आप हक़दार हैं अन्य कर्मचारियों को लक्षित कर्मचारी के काम का श्रेय देना या लक्षित कर्मचारी को ऋण देने से इनकार करना एक और एक है तो आप काम करते हैं लेकिन किसी और को इसका श्रेय जाता है और श्रमिकों के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं आप कार्यस्थल की बदमाशी का प्रबंधन कैसे करते हैं जहां तक संभव हो विस्तृत दस्तावेज रखें धमकाने वालों से बात करो पता करें कि क्या चल रहा है हमेशा कर्मचारी पर दोष डालने के बजाय संकल्प या आगे बढ़ने पर ध्यान दें एक कार्यस्थल बदमाशी और उत्पीड़न नीति का पालन और कार्यान्वयन करें इस नीति का संचार करें ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देना जिसमें बदमाशी और उत्पीड़न बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता है संगठनात्मक कारकों से अवगत रहें जो बदमाशी से जुड़े हैं और उन्हें संबोधित करने के लिए कदम उठाते हैं संगठन की बदमाशी और उत्पीड़न नीति में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करें नीति निर्धारित करें और जो प्रक्रियाएँ निर्धारित की गई हैं उनका पालन करें संवेदनशील उद्देश्य रखें और जानकारी प्राप्त करें कि बदमाशी क्यों हो रही है जो बदमाशी की जा रही है जो बदमाशी कर रहे है वगैरह जानिए क्या है बदमाशी और क्या नहीं मैंने आपको बताया है कि आपका बॉस आपको बता रहा है कि आप प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं बदमाशी नहीं कर रहा है लेकिन आपको लगातार परेशान किया जा रहा है मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करें और इसमें शामिल व्यक्तियों पर नहीं बस इतना कहना है कि यह करने की जरूरत है और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो मुद्दे को संबोधित करें अनुशासन के लिए एक कर्मचारी को बाहर मत करो यदि यह एक मुद्दा है तो हर कोई जो कुछ भी अपेक्षित नहीं है उसका इलाज किया जाना चाहिए ठीक उसी तरह आरोपित लहजे के साथ गलतियों को नियोजित करने के लिए प्रतिक्रिया न दें और उंगलियों को इंगित न करें और कहें कि यह बुरा है यह बुरा है आपने ऐसा किया है जो आपने नहीं किया है तो आप जानते हैं कि कर्मचारी को एक जगह पर रखना लगातार मामलों को और खराब करने वाला है चुटकुलों से सावधान रहें कई बार हम सोचते हैं कि हमारी समझदारी इतनी शानदार है कि यह स्थिति को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी और एक व्यक्ति जो पहले से ही कम महसूस कर रहा है जो पहले से ही पीड़ित महसूस कर रहा है वह आपको किसी भी प्रकार के चुटकुलों के साथ जानने में बहुत सहज महसूस नहीं कर सकता है फटकार को निजी रखें कर्मचारी को नकारात्मक बातें न कहें अत्यंत संवेदनशील हाइपरसेंसिटिव मत बनो स्थितियों के प्रति अधिक प्रतिक्रिया न करें तो धमकाने के जवाब में कार्यस्थल बदमाशी का प्रबंधन करने के लिए विशिष्ट रणनीति आप क्या करते हैं तुम जल्दी से अभिनय करो रिलेशनल हमलावर को सूचित करें कि व्यवहार पहले मौखिक रूप से और फिर लिखित रूप में स्वीकार्य नहीं है पीड़ित और हमलावर के बीच संपर्क से बचने के लिए मुख्य रूप से नौकरी की जिम्मेदारियों को बदले आक्रामक को आप दोनों को अलग अलग जाने दें जहां तक संभव हो दोनों को शारीरिक रूप से अलग करें और फिर संबंधित पक्षों के व्यवहार की निगरानी करें पर्यवेक्षण नितांत आवश्यक है तो आप जानते हैं कि प्रशिक्षण के बाद लोगों को पता होना चाहिए कि संबंधपरक आक्रामकता क्या है और वे इसके बारे में क्या कर सकते हैं प्रदर्शन की समीक्षा आपको इस बारे में लोगों की प्रतिक्रिया देने का एक और मौका देती है पीड़ित के पुनर्वास या पुनर्मूल्यांकन के लिए मुख्य रूप से हमलावर के साथ संपर्क से बचने के लिए इसलिए दोनों को शारीरिक रूप से अलग करना लोगों को कोचिंग देते हुए व्यक्तिगत उपचार और समर्थन यदि एक व्यक्ति को पीड़ित किया गया है और यदि समूह उपचार और सहायता के लिए कई लोग पीड़ित हो गए हैं तो वह मदद कर सकता है संगठन की समीक्षा के लिए अपनी हायरिंग नीतियों फायरिंग प्रथाओं आक्रामक कर्मचारियों की फायरिंग से डरेंगे नहीं एंटी बदमाशी नीति का विकास और कार्यान्वयन जो उनके साथ काम करने के लिए प्रक्रियाओं की पहचान करता है रिपोर्ट कर रहा है पीड़ितों के लिए एक औपचारिक गैर विवादास्पद रिपोर्टिंग प्रक्रिया बनाएँ प्रतिशोध के डर के बिना संबंधपरक हमलावरों की पहचान करने के लिए कर्मचारी को अपनी चिंताओं के साथ या संगठन में किसी व्यक्ति के साथ एचआर व्यक्ति के लिए आने में सहज महसूस करना चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए कि कौनसीं बदमाशी है और क्या नहीं है आखिरी प्रकार का दुराचार जो मैं शराब से संबंधित दुराचार से निपटूंगा आपको कार्यस्थल पर काम में शराब के उपयोग बनाम कार्यस्थल में पुरानी शराब के नशे में कर्मचारियों के बीच अंतर जानने की जरूरत है दुराचार की गंभीरता एक और है दुराचार कितना बुरा है क्या यह संबंधित है कि क्या यह काम बाधित कर रहा है यह एक दवा के उपयोग के मामले में आप क्या करेंगे इसके समान है आप जानते हैं कि कार्यस्थल में दूसरों को परेशान करने वाले व्यक्ति की शराब पर निर्भरता कितनी है और आप सुधारात्मक परामर्श और उपचारात्मक कार्रवाई कर सकते हैं और उसके बाद ही आपको कर्मचारी को छुट्टी देनी चाहिए नशीली दवाओं के प्रयोग जैसी शराब एक बीमारी है डिस्चार्ज करने का निर्णय लेने से पहले कृपया कर्मचारी की मदद करें और इसे दूर करने के लिए कर्मचारी का समर्थन किया जाना चाहिए और जहां तक संभव हो अभिलेखों की गोपनीयता बनाए रखें यह वह जगह है जहां मैं इस व्याख्यान का संबंध है जहां तक मैं रुक जाऊँगा और मैं आपसे कुछ और बात करूंगा कि अगली कक्षा में इन स्थितियों को कैसे संभालें तो सुनने के लिए धन्यवाद